तो चलिये मैं इस परिणाम को एक प्रमेय के रूप मे आपके सामने रखता हूँ तो मेरे पास लाप्लस ट्रांसफोर्मस के समाकल का एक ओर परिणाम हैं तो चलिये मुझे इस परिणाम को एक प्रमेय के रूप मे आपके सामने रखने दीजिए

तो मैं कुछ तरीको को सूचीबध्द करता हूँ तो इसके बहुत से विधियों हैं मैं उन सब को सूचीबध्द करने जा रहा हूँ तो चलिये मैं सब से पहले सब से सरल को सूचीबध्द करता हूँ विधि 1 विधि 2 दूसरा विधि आंशिक भिन्न का विधि हैं तो यह विधि क्या हैं तो मानिए की मेरे पास एक फलन का लाप्लस ट्रांसफोर्म हैं तो मानिए की यह फलन हैं साथ ही deg deg तो तब अवधारणा यह हैं तो हमारे पास एक परिमेय फलन हैं तो F एक परिमेय फलन हैं तो मैं जो करुगा वह यह है की मैं अपने परिमेय फलन को आंशिक भिन्नो मे विभाजित करता हूँ और तब वो विधि प्रयोग मे लू जो पहली विधि मे प्रयोग किया था तो उस तालिका का प्रयोग कीजिए जो मैंने आप लोगो को दी हैं

तो चलिये मैं इस को विधि 3 कहता हूँ तो कन्वोलुशन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो जेसा की में देखपा रहा हूँ की मुझे वापस वही सवाल कन्वोलुशन विधियों के प्रयोग से हल करने दीजिए जो हमने उदाहरण 9 मे की थी उदाहरण जहां हल तो इस प्रकार से हम कन्वोलुशन विधियों का प्रयोग करते हैं तो यह एक ओर विधि हैं तो यह तीन विधियाँ विशेषरूप से सरल परिसतिथियों के लिए हैं जहां हम सरल फलनों के लाप्लस ट्रान्स्फ़ोर्म तथा प्रतिलोम ट्रान्स्फ़ोर्म का अध्ययन करते हैं तो सामान्यरूप मे जब हमारे लाप्लस ट्रान्स्फ़ोर्म के समाकल मे अत्यंत कलिष्ठ फलन होता हैं और हमे प्रतिलोम ज्ञात करना हैं मुझे कंटूर समकलनों के तरीको का प्रगोग करना पड़ेगा तो चलिये मैं यह विधि क्या होता हे इसे प्रदर्शित करता हूँ विधि 4 तो जैसा की पहले बताया जा चुका हैं की लाप्लस ट्रान्स्फ़ोर्म का प्रतिलोम यह मेरे पूर्व के एक व्याख्यान मे प्रतिलोम की परिभाषा निम्न प्रकार के समाकल के रूप मे वर्णित की गई थी तो यह समाकल निम्न प्रकार परिभाषित हैं तो मैं अब यह समझौगा की यह समाकल क्या हैं यह समाकल कैसा दिखता हैं इस भाग के लिए स्लाइड को संदर्भित केरे तो ध्यान दीजिए की C एक परिमित संख्या हैं तो C एक वास्तविक संख्या हैं तथा यह समाकल मुझे बताता है कि इस प्रकार का समाकलन सम्मिश्र तल पर होता हैं तो यदि मुझे यहाँ s तल को देखना है तो तो मैं मानता हु की यह s वास्तविक हैं तथा यह मेरा काल्पनिक s हैं तो s तल मे मैं देखता हु की मेरा वास्तविक s का मान C से बदलता हैं तो वास्तविक s अक परिमित मान लेता हैं माना की C पर तथा काल्पनिक s का मान से तक बदलता हैं तो इस ट्रान्स्फ़ोर्म के लिए हमे इस रेखीय समाकलन का मान ज्ञात करना होगा इस प्रतिलोम ट्रान्स्फ़ोर्म के लिए अब तो इसे ज्ञात करने का एक तरीका रैखिक समाकल होगा जो की ज़्यादातर ज्ञात करने मे बहुत आसान नहीं होता दूसरा तरीका है की हम इस रैखिक समाकल को कंटूर समाकल मे परिवर्तित कर दे तो चलिए मानते हैं की इस फलन की मेरे पास कुछ विचित्रताएँ हैं तो मानते हैं कि मेरे पास बिन्दु P पर एक विचित्रता है जहां P मानते है कि फलन est F की विचित्रता है इस समाकल के अंतर्गत जो फलन है और मे क्या करुगा की मैं इसे पूरा करने की कोशिश करुगा यह परिवर्तन यह रैखिक समाकल को कंटूर समाकल मे बदलते हैं जिसमेकी यह विचित्रताएँ निहित हैं तो रैखिक समाकल के स्थान पर मैं यह कंटूर समाकल ज्ञात करुगा तथा मानते है कि काल्पनिक अक्ष पर मान ऋणात्मक R से R तक है तथा R का मान तक जाता हैं तो जैसा कि हम देखते है कि जैसे हम इस कंटूर से गुजरने वाले प्रांत का आकार बड़ाते है हम मूलतः इस एक को ज्ञात कर रहे है यह समाकल हम इस मान के लिए चाहते हैं वह प्रतिलोम हैं तो वह प्रतिलोम ट्रान्स्फ़ोर्म जो हम चाहते है वो इस समाकल रैखिक समाकल के इस सरल रेखा के सापेक्ष हैं और यदि हम किसी प्रकार यह दिखा सके कि इस कंटूर इस वक्रिय कंटूर के सापेक्ष समाकल का मान इस वक्रिय रेखा के सापेक्ष 0 हैं तो मैं सीधे अपनी रेसिड्यू प्रमेय का प्रयोग कर सकता हूँ तो यह कहने के लिए की इस समाकल का मान इस कंटूर पर इस फलन के इस विचित्रता बिन्दु पर रेसिड्यू के बराबर हैं तो यह पूरी अवधारणा हैं तो चलिए सरलता के लिए मानते है कि फलन F एक एकैकी फलन है तो एकैकी फलन है और f की या तो परिमित या गणनात्मक रूप से परिमित विचित्रताएँ या इसके शाखा बिन्दु हैं तो यह शाखा बिन्दु क्या हैं अब यह पता चलता है कि इस फलन का कुछ विशेष मान तो चलिए मैं यह कंटूर पुनः बनाता हूँ आपको शाखा बिन्दु का उदाहरण दिखने के लिए तो मानिए कि मेरे पास वही कंटूर है तथा मुझे इस बनाने दीजिए तो मेरे पास s का वास्तविक भाग है तथा यह अक y अक्ष s का काल्पनिक भाग हैं तो मेरे पास यह रैखा समाकल है जो मुझे चाहिए तो R से ऋणात्मक R से R तथा यह वास्तविक मान C तथा माना की इस कंटूर को मैंने इस तरह बनाया है की इस फलन की विचित्रताएँ कंटूर के बाँयी ओर है यह समाकल तो मानिए की ये कंटूर मेने इस तरह से बनाया है एक वक्र की तरह संवर्त कंटूर को इस तरह बनाया गया है माना की यह कंटूर C हैं तो C को इस तरह बनाते है की सभी विचित्रताएँ उस समाकल के बाँयी ओर है जिसका मान हम ज्ञात करना चाहते हैं तो सभी विचित्रताएँ उस समाकल के बाँयी ओर है जिसका मान हम ज्ञात करना चाहते हैं अब मानते हैं कि विचित्रताओ के साथ ही शाखा बिन्दु भी हैं तो शाखा बिन्दु क्या हैं अब देखिए माना की z का अक फलन f है तो मैं आपको शाखा बिन्दु के बारे मे मुख्य चीजे बताऊँगा तो एक उदाहरण लेते हैं f z का फलन हैं यहाँ F हैं तो मैं जनता हूँ जब समान्यतया s का मान ऋणात्मक होता हैं तो वर्गमूल फलन पूरी तरह से काल्पनिक होता है तथा यदि s धनात्मक है तो वर्गमूल फलन पूरी तरह से वास्तविक जैसा की आप जानते हैं तो सम्मिश्र तल मे हम देखते है की s के 0 होने पर धनात्मक अर्धतल से तीव्र झटके के साथ ऋणात्मक अर्धतल मे चला जाता हैं तो हम देखते है की इस अक्ष के परितः ऋणात्मक s अक्ष के परीतः वास्तविक s अक्ष पर अचानक फलन के मान मे एक तीव्र परिवर्तन आता है परंतु धनात्मक काल्पनिक भाग से ऋणात्मक काल्पनिक भाग तो इस सम्मिश्र संख्या के कोणांक का मान तीव्रता से परिवर्तित हो जाता हैं माना की से तक तो इस तरह का तीव्र परिवर्तन वाले बिन्दु को ही हम शाखा बिन्दु कहते हैं तो S के मान मे यहाँ अक तीव्र परिवर्तन आता हैं तो यहाँ एक असांतत्यता का बिन्दु हैं तो मैं कह सकता हूँ कि शाखा बिन्दु ओर कुछ नहीं बल्कि असांतत्यत हैं तो यह असांतत्यताएँ हैं एक बिन्दु के परीतः तो इस स्थिती में हम देखते हैं कि यहाँ शाखा बिन्दु 0 हैं तो इसका अर्थ हुआ कि यदि हमे यदि एकेकी फलन परिभाषित करना हैं तो हमे शाखा कट को छोड़ना होगा जहां फलन के बहुत से मान हैं या फलन के मान मे परिवर्तन हैं तो इस तरह से मुझे इस कंटूर को पूरा करना हैं तो मैं इस शाखा को छोड़ते हुए उन बिन्दुओ जिन पर तीव्र परिवर्तन आता हैं उन्हे छोड़ते हुए अपना कंटूर पूरा करुगा तो यह मेरा शाखा बिन्दु हैं मानते हैं की यह B है और यह P पर हैं तो इस तरह के एक कंटूर को जैसा जी मैंने बनाया हैं इसे ब्रोम विच कंटूर भी कहा जाता हैं चलिये मैं इसे लिख भी देता हूँ तो जो छात्र ब्रोम विच कंटूरो को पड़ना चाहते हैं उन्हे मानक सम्मिश्र चरों की वह पुस्तके पढ़नी चाहिए जिनमे ब्रोम विच कंटूर की मदद से समाकल के मान को ज्ञात करने को प्रमुखता से दिखाया हो औए साथ ही हम भी इस व्याख्यान में कुछ उदाहरण करेगे उदाहरण If यदि s shem हल विधि 4 अब मैं यह कह रहा हूँ कि हम देखते हैं कि मुझे रेसिड्यू ज्ञात करना हैं इसके लिए मुझे यह देखना होगा कि हर कि विचित्रता का क्रम क्या हैं तो रेसिड्यू ज्ञात करने के क्रम मे मेरे लिए यह देखना आवश्यक हैं कि हर कि विचित्रता का क्रम क्या हैंठीक हैं तो चलिए मानते है कि मेरे पास है G estF मेरे फलन F कि n क्रम कि विचित्रता हैं माना कि तो मानते है कि मेरा F इस प्रकार का हैं तो हम देखते है कि यहाँ पर अक घटक s a है जो कि n बार आता हैं तो विचित्रता n क्रम कि होगी तो हम इसे पोल विचित्रता या मैं इस n क्रम का पोल भी कह सकता हूँ तो जब एस का मान a होता है तो यह n क्रम का पोल हैं तो रेसिड्यू ज्ञात करने के लिए मुझे बस निम्न सूत्र का प्रयोग करना होगा तो पुनः यह सभी मानक सम्मिश्र चरो की तकनीक हैंछात्रो से आशा कि जाती है कि वे इन सभी परिणामो को मानक सम्मिश्र चरो की पुस्तकों मे खोजे जो की मेरे पाठ्यक्रम के वेबपेज पर दीगई हैं तो रेसिड्यू R 1 होगा तो ओर अधिक सम्मिश्र चरो के परिणामो के लिए मेरी किताब हंडबूक ऑफ मेथ फंक्शन्स बाय अब्रामौइट्ज़ अँड स्टेगन को देखे तो यह परिणाम सम्मिश्र चरो की मानक किताबों से सीधे लिया गया हैं तो अब इसका अर्थ हुआ की तो मैं इस परिणाम का प्रयोग करुगा प्रतिलोम लाप्लस ट्रान्स्फ़ोर्म के मेरे कंटूर समाकल को ज्ञात करने मे जब मेरे पास n क्रम का पोल हैं तो चलिये मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ